हैलो पिछले व्याख्यान में हमने CST माइक्रोवेव स्टूडियो के बारे में चर्चा की सबसे पहले हम CST माइक्रोवेव स्टूडियो के इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करते हैं हमने अलग अलग मॉडलिंग शेप के साथ शुरुआत की हमने CST माइक्रोवेव स्टूडियो मॉडलिंग ऑप्शन का उपयोग करके विभिन्न शेप्स की कोशिश की उसके बाद हमने अलग अलग सॉल्वरों को देखा जिन्हें हम CST माइक्रोवेव स्टूडियो का उपयोग करके उपयोग कर सकते हैं और हमने CST माइक्रोवेव स्टूडियो की विभिन्न विशेषताओं की कोशिश की उसके बाद हमने माइक्रोस्ट्रिप फिल्टर बनाने की कोशिश की इसलिए हमने बैंड रिजेक्ट माइक्रोस्ट्रिप फ़िल्टर के साथ शुरू किया और हमने माइक्रोस्ट्रिप बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर को मॉडल करने की कोशिश की तो हम जारी रखते हैं तो हमने एक माइक्रोस्ट्रिप बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर बनाया कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए यह एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर है यहां हम केवल इनपुट देने के लिए इनपुट और आउटपुट माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग करते हैं और आउटपुट सिग्नल को मापते हैं और इसे एक λ 4 माइक्रोस्ट्रिप लाइन द्वारा टैप किया जाता है जो ओपन है इसलिए यदि यह इस एन्ड पर खुला है तो यह क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बिहेवियर के कारण शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा इसलिए हमने CST माइक्रोवेव स्टूडियो में इस विशेष माइक्रोस्ट्रिप बैंड रिजेक्ट फिल्टर को मॉडल किया तो चलिए CST माइक्रोवेव फाइल खोलते हैं यहां हमने आउटपुट को मापने और इनपुट देने के लिए इस स्ट्रिप लाइन को बनाया और फिर हमने 05 mm चौड़ाई और 42 mm लंबाई में λ 4 माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग किया और फिर हमने इस विशेष फिल्टर को सिम्युलेट करने की कोशिश की सिमुलेशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिले अब यदि आप यहां देखते हैं तो आप इस विशेष प्लॉट से देख सकते हैं कि S21 दिखा रहा है 1 GHz और 2 GHz पर बैंड रिजेक्ट बिहेवियर है यह बैंड पास फ़िल्टर दिखा रहा है और 3 GHz पर यह फिर से बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर दिखा रहा है इसलिए 1 GHz पर हमने एक λ 4 माइक्रोस्ट्रिप लाइन बनाई तो यह बैंड रिजेक्ट फिल्टर दिखा रहा था अब यदि आप 3 GHz पर देखते हैं तो यह 1 GHz का है तो इस फ्रीक्वेंसी के अनुरूप लंबाई 3λ 4 होगी तो फिर से यह बैंड रिजेक्ट फिल्टर को दिखाएगा हालाँकि यदि आप 2 GHz के आसपास देखते हैं तो लंबाई λ 2 के आसपास होगी तो ओपन एक ओपन की तरह काम करेगा तो उस स्थिति में यह एक बैंड पास फिल्टर की तरह काम करेगा अब मैं केवल अन्य विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूं यहां जैसा कि मैंने आपको पैरामीटर विंडो में बताया था हमने वेरिएबल का उपयोग करते हुए विभिन्न पैरामीटर का उपयोग किया है अब हम इस पैरामीटर स्वीप ऑप्शनों का उपयोग करके विभिन्न पैरामीटर को बदल सकते हैं अब पैरामीटर स्वीप पर जाएं पहले नए सीक्वेंस को सिलेक्ट करें फिर आप नए पैरामीटर को सिलेक्ट करें अब मैं स्टब की चौड़ाई को बदलना चाहता हूं क्योंकि मैं स्टब चौड़ाई के बिहेवियर को देखना चाहता हूं इसलिए मैं wstub को सिलेक्ट करूंगा और यह रेंज 05 है इसलिए केवल देखने के लिए मैं इस चौड़ाई को 1 mm के स्टेप में 05 से 25 तक बदल दूंगा इसलिए मैंने यहां 1 mm स्टेप चौड़ाई दी है और फिर दबाएं अब आप यहाँ देखते हैं तीन नमूने बनाए गए हैं एक 05 15 25 है क्योंकि मैंने 1 mm की स्टेप चौड़ाई ली थी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चौड़ाई ले सकते हैं और फिर आप सभी मूल्यों के लिए एनालिसिस कर सकते हैं अब बस इस पैरामीटर स्वीप को शुरू करें अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो इस तरह से यदि आप अपने विशेष डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं और यदि आप अंतिम पैरामीटर के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं तो आप पैरामीटर ऑप्शन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं यह आपको विभिन्न पैरामीटर के अनुरूप रिजल्ट दिखाएगा जिसे आपने चुना है अभी मैंने इसे केवल 05 से बदलकर 15 कर दिया है तो आप यहां देख सकते हैं यह सभी डिज़ाइन पैरामीटर के अनुरूप रिजल्ट दिखाएगा इसलिए अभी सिमुलेशन चल रहा है कुछ सेकंड के लिए रुके फिर यह रिजल्ट दिखाएगा अब यह पहले ही सिम्युलेट हो चुका है अब केवल रिजल्ट देखें अब यदि आप देखते हैं तो यह हमारे ३ सिमुलेशन के अनुरूप रिजल्ट है जो हमने किया अब यहाँ आप देखते हैं कि विभिन्न कर्व हैं और आप विभिन्न मूल्यों को अलग अलग करते हैं ये कर्व उन मानों के अनुरूप हैं अब यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन सा मूल्य किस कर्व से मेल खाता है इसलिए यह जांचने के लिए कि पैरामीट्रिक स्तर पर जाएं अपने पैरामीटर को सिलेक्ट करें जो आपने पैरामीट्रिक अध्ययन के लिए उपयोग किया है इसलिए हमने wstub को सिलेक्ट किया इसलिए मैं यहां wstub को सिलेक्ट करूंगा अब आप यहां देख सकते हैं यह पहला कर्व यह एक 05 mm के बराबर wstub के अनुरूप है फिर यह एक 15 mm के समान है और यह एक 25 mm के अनुरूप है तो अब आप इन कर्वों को एक साथ देखते हैं आप स्टब चौड़ाई को बदलकर देख सकते हैं मुझे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए सिलेक्ट करने दें हाँ तो अब मैंने इन 3 कर्वों को चुना है एक 05 के समान है एक और 15 के समान है और यह लाल 25 के समान है अब आप इस स्टब चौड़ाई को अलग करके देख सकते हैं बैंड रिजेक्ट बैंडविड्थ बदल रहा है तो उस तरह से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं तो यह सुविधा CST माइक्रोवेव स्टूडियो में है अब अगला मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को बैंड पास फिल्टर के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यदि आप कॉन्सेप्ट पार्ट देखते हैं तो मान लीजिए कि मैंने यहां शॉर्ट लगाया अगर मैं इसे वाया पुट करूं और इसे ग्राउंड से शार्ट करूं तो यह शॉर्ट की तरह काम करेगा और अब यह शार्ट इस एंड पर एक ओपन की तरह काम करेगा तो यह λ 4 के अनुरूप सभी फ्रीक्वेंसी पॉइंट को पास करेगा तो यह एक बैंड पास फिल्टर की तरह काम करेगा अब हम बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा करने के लिए बस मॉडलिंग में जाएं इस एज को WCS अलाइन करें और फिर बस एक ऑफसेट दें क्योंकि आप यहां पर वाया ओवर पुट करना चाहते हैं इसलिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कुछ ऑफसेट दें तो ट्रांसफार्म का उपयोग करें और अब आपको कुछ x पैरामीटर द्वारा V में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है आइए x लेते हैं क्योंकि लगभग 1 mm हो सकता है अबआप वाया बनाने की कोशिश करें वाया एक सिलेंडर होगा जो ग्राउंड प्लेन और अप्पर स्ट्रिप के बीच में होगा तो यह उस तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाएगा यह एक शॉर्ट की तरह कार्य करेगा इसलिए अब हम सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए सिलेंडर पर जाएं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें इसे वाया नाम दें जैसे कि आउटर रेडियस दे सकते हैं जैसा कि rvia हो सकता है और फिर आप W कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं क्योंकि w इस मामले में मोटाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए आप w कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं सेंटर हमने 0 0 को सिलेक्ट किया है क्योंकि हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलाइन करते हैं यह केवल वाया का सेंटर प्वाइंट है तो हमें इसका पूर्ण मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है यह इस मामले में 0 0 होगा तो हमारी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अलाइन है और अप्पर स्ट्रिप के साथ इसलिए w अधिकतम 0 0 होगा जबकि w न्यूनतम 2 t h सब्सट्रेट के बराबर होगा तो अब अगर आप यहां ज्योमेट्री से देखते हैं तो इसने एक सिलेंडर बनाया है बस आपको दिखाने के लिए मैं बस फिर ओके दबाऊंगा और सिर्फ उचित कनेक्शन दिखाने के लिए मैं सिर्फ सब्सट्रेट छिपाऊंगा और अब यदि आप यहाँ देखते हैं तो यह ग्राउंड प्लेन और अप्पर स्ट्रिप के बीच कनेक्शन बना रहा है तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट बनाया है अब बस इसके बिहेवियर को देखने के लिए हम इसे फिर से सिमुलेशन करेंगे सिम्युलेट अब आप इसके बिहेवियर का निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं तो हम रिस्पांस देखेंगे हाँ इसलिए अब यदि आप रिस्पांस देखते हैं तो बस S21 को देखने का प्रयास करें क्योंकि S21 यह माप है कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में कितनी पावर जा रही है यह है पोर्ट 1 और यह पोर्ट 2 है इसलिए पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में कितनी पावर जा रही है अब यदि आप यहाँ देखें तो यह S21 हरा कर्व है और यह लाल कर्व S11 है इसलिए यदि आप S21 रिस्पांस देखते हैं तो यह 1 GHz पर बैंड पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है हालाँकि पहले यह बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह काम कर रहा था तो स्टब के अंत में एक शार्ट रखकर यह बैंड पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो इस तरह हम आसानी से माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग करके बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं अब हम टू वे पावर डिवाइडर डिजाइन करने का प्रयास करेंगे तो यह टू वे पावर डिवाइडर के लिए एक PCB है यह FR 4 सब्सट्रेट पर बनाया गया है जिसकी मोटाई 08 mm है यहाँ यह इनपुट पोर्ट है और ये दोनों आउटपुट पोर्ट हैं तो आप इसे पोर्ट 1 2 और 3 के रूप में नाम दे सकते हैं यदि पोर्ट 1 पर 1mW की पावर दी जाती है तो आपको पोर्ट 2 पर आधी पावर और पोर्ट 3 पर आधी पावर मिलेगी इसलिए बस आपको डिजाइन कंसेप्ट दिखाने के लिए यह स्ट्रिप 707 ओहम इम्पीडेन्स स्ट्रिप है और इसकी लंबाई λ 4 है यह सिर्फ टू वे पावर डिवाइडर की मूल कंसेप्ट है जो इस विशेष स्ट्रिप के मामले में है इसलिए अब हम इस विशेष पावर डिवाइडर को बनाने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यह फुल ग्राउंड प्लेन है तो हम कैसे शुरू करेंगे हम पहले सब्सट्रेट बनाएंगे और फिर नीचे की तरफ हम पूरा कॉपर बनाएंगे जो कि ग्राउंड प्लेन है और शीर्ष पर हम इस प्रकार के डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को फिर शुरू करते हैं फिर से CST माइक्रोवेव स्टूडियो को ओपन करते हैं फिर एक नई फ़ाइल बनाते हैं और बस वही ऑप्शन दोहराएं जो मैंने आपको अंतिम कक्षा में बताया था उपयुक्त कंपोनेंट को सिलेक्ट करें और फिर उस उपयुक्त मॉड्यूल को सिलेक्ट करें जहाँ आप काम करना चाहते हैं और इस बार हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिमुलेशन करेंगे पिछली बार मैंने टाइम डोमेन मेथड का उपयोग करके सिमुलेशन किया था इस बार हम फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड का उपयोग करेंगे इसलिए मैंने फ़्रीक्वेंसी डोमेन चुना है यहाँ सभी डायमेंशन पहले से ही चुने गए हैं अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं चूंकि यह पावर डिवाइडर 900 MHz के लिए बनाया गया है इसलिए हम 04 से 14 GHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे ताकि सेंटर की फ्रीक्वेंसी 09 के आसपास हो और यह इस विशेष रेंज में आ जाएगी फिर अगला फिर आप चाहें तो टेम्पलेट नाम दे सकते हैं तो यह हिस्सा मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा हम बस डिजाइन वाले हिस्से के लिए जाएंगे इसलिए इसे बनाने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था हम पहले सब्सट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे तो सब्सट्रेट बनाने के लिए ब्रिक पर जाएं सब्सट्रेट बनाएं वेरिएबल के संदर्भ में सभी पैरामीटर को डिफाइन करने का प्रयास करें तो यहाँ मैं सिर्फ सब्सट्रेट लंबाई के लिए lsub 2 दूंगा मैं पैरामीटर lsub का उपयोग कर रहा हूं और सब्सट्रेट चौड़ाई के लिए मैं पैरामीटर wsub का उपयोग कर रहा हूं और जैसा कि मैंने बताया कि मोटाई 08 mm है इसलिए अभी मैं वेरिएबल के संदर्भ में सभी को डिफाइन कर रहा हूं बाद के स्टेज में मैं सिर्फ मूल्य दूंगा और सब्सट्रेट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस मटेरियल का फिर से उपयोग किया है फिर यहां से FR 4 सब्सट्रेट को सिलेक्ट करें FR 4 लॉसी को सिलेक्ट करें और फिर लोड करें अब आप सभी पैरामीटर देते हैं हो सकता है कि हम सब्सट्रेट की लंबाई को 42 mm मान लें चौड़ाई 42 mm है और सब्सट्रेट का h जैसा कि मैंने बताया कि हम 08 mm का उपयोग करेंगे इसलिए हमने एक सब्सट्रेट बनाया है तो यह एक सब्सट्रेट है जिसे हमने अभी बनाया है अब आप सभी पैरामीटर को देख सकते हैं और संबंधित विवरण पहले से ही यहां अपडेट किए गए हैं अब मान लीजिए कि आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आपको एक फेस को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है बस एक फेस को सिलेक्ट करें और फिर ग्राउंड बनाने के लिए एक्सट्रूड ऑप्शन का उपयोग करें इसे नाम दें क्योंकि ग्राउंड टी के रूप में मोटाई देती है और अधिकांश फेब्रिकेशन लैब में डिफ़ॉल्ट रूप से कॉपर की स्ट्रिप की मोटाई 35 माइक्रोन है इसलिए हम इसे 35 माइक्रोन के रूप में ले रहे हैं इसलिए मैंने इसके लिए मटेरियल नहीं बदला इस कॉपर के लिए मटेरियल PEC होनी चाहिए इसलिए मैं मटेरियल को यहां से PEC यानी परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर में बदल दूंगा जो केवल कॉपर के अनुरूप होगा इसलिए अब तक हमने ग्राउंड और सबस्ट्रेट्स बनाए हैं अब हमें रेडियल स्टब्स की ज्योमेट्री बनाने की आवश्यकता है इसलिए फिर से करने के लिए आप लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सक्षम करते हैं बस इस फेस को सिलेक्ट करें और इसके साथ WCS अलाइन करें अब हमें रेडियल स्टब्स बनाने की आवश्यकता है केवल आपको दिखाने के लिए रेडियल स्टब्स बनाने के लिए यहां हम ɛr 44 और h 08 mm का उपयोग करेंगेr तो 900 MHz से संबंधित इनर रेडियस और आउटर रेडियस क्रमशः 17 mm और 178 mm होगी इसलिए हम इस रेडियस का उपयोग करेंगे और रेडियल स्टब की मोटाई 08 mm होगी यह 707 mm के अनुरूप है तो रेडियल स्टब की इन चौड़ाई की गणना करने के लिए आप इम्पीडेन्स लाइन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं और एंगुलर वेरिएशन जिसे हम ले रहे हैं यह 320° है तो बस इसे डिजाइन करने की कोशिश करें तो इसे डिजाइन करने के लिए कर्व पर जाएं ऑप्शन आर्क का उपयोग करें आप यहां देख सकते हैं यह ऑप्शन आर्क है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें फिर एस्केप दबाएं अब यहां देखें कि सेंटर को 0 और 0 के रूप में रखें और शायद कोण के रूप में पैरामीटर दें तो यह हम 320 ° के रूप में लेते है और रेडियस के लिए आपको इनर रेडियस के लिए rin को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है जो शायद इसे 0 के रूप में रखें rin 17 mm दे अब आप देखते हैं कि इसने एक आर्क सर्कुलर आर्क बनाया है उसी तरह से एक आउटर आर्क का उपयोग करें उसी ऑप्शन का उपयोग करें अब इस मामले में 17 mm के बजाय 178 mm का उपयोग करें क्योंकि यह रेडियल स्टब के आउटर रेडियस के अनुरूप होगा इसलिए rout एंगल आप वही रखें इसलिए जिस वेरिएबल का हम उपयोग कर रहे थे वह कोण था इसलिए मैंने केवल उसी वेरिएबल का उपयोग किया है अब रूट सिर्फ 178 mm के रूप में लेते हैं यदि आप यहां देखें तो इसने 320 ° कोण का एक और आर्क बनाया है यह 0 से शुरू होकर 320 ° तक जा रहा है तो यह वही है जो तब दबाएं तो अब आप देखते हैं इसने 320 ° एंगुलर वेरिएशन के दो आर्क्स बनाए हैं अब आपको लाइन का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है तो बस इस ऑप्शन लाइन का उपयोग करने के लिए फिर से एस्केप करें तो एक यहाँ होगा तो इसके लिए आपको rin का उपयोग करने की आवश्यकता है यदि आप कोऑर्डिनेट के संदर्भ में देखते हैं तो rin यह cos0 और rin sin0 होगा इसी तरह इस बाहरी हिस्से के लिए यह rout होगा बस इन पॉइंट्स का पता लगाने के लिए सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करें तो मैं यह होना चाहिए 0 मेरे पास है यह rin cos0 और sin0 cos0 और sin0 है अब प्रीव्यू पर क्लिक करें तो आप यहाँ देखते हैं यह यहाँ पर एक लाइन बना रहा है इसलिए यह इस एंड से जुड़ रहा है तो यह एक और लाइन के लिए एक लाइन है यह कोऑर्डिनेट rin cos320 होगा और यह rout cos320 और rout sin320 होगा अगर हम x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो हमें तदनुसार लाइन बनाने की आवश्यकता है तो फिर से लाइन पर क्लिक करें फिर एस्केप करें और फिर उन कोऑर्डिनेट को दर्ज करें तो rin cos शायद फिर से मैं x के रूप में यह पैरामीटर दूंगा फिर rin sin x rout cos x rout sinx अब बस x को इस कोण के अंदर डिफाइन करें यह इसे रेडियन के रूप में लेता है इसलिए हमने पहले इसे केवल रेडियन में बदलने के लिए डिग्री की शर्तों को डिफाइन किया था हमें बस इतना करना है कि यहां लिखें कोण pi 180 इसलिए अब हमने इसे रेडियन में परिवर्तित कर दिया है अब यदि आप इसे खोजने की कोशिश करते हैं तो यहाँ यह rin है हाँ इसलिए आपको इसका नेगेटिव देने की आवश्यकता है कि इससे यह लाइन बन गई है अब यदि आप यहां देखते हैं फिर ओके दबाएं अब आप देखें कि इसने ज्योमेट्री बनाई है अब यह सिर्फ एक आर्क है तो इसने लाइनों को बनाया है अब आप पोलीगोन बनाना चाहते हैं बनाने के लिए आपको यहां से इस पूर्ण कर्व को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है बस ऑप्शन कर्व को सिलेक्ट करें और फिर कर्व एक्सट्रूड कर्व का उपयोग करें और फिर वहां डबल क्लिक करें अब यदि आप डबल क्लिक करते हैं तो यह एक पोलीगोन बना देगा और यह मोटाई के लिए पूछेगा जिसे आप बनाना चाहते हैं तो बस इसे शायद रेडियल स्टब नाम दें तो मोटाई फिर से कॉपर की मोटाई होगी तो वह t होगी और इसके लिए मटेरियल फिर से कॉपर होगा जो कि PEC है तो अब अगर आप यहां देखें तो इसने एक रेडियल स्टब बनाया है अब हम अलाइन करना चाहते हैं इसलिए हमें केवल इतना करना है कि हमें इसे रोटेट करने की जरूरत है तो बस इसे चुनें और ट्रांसफॉर्म का उपयोग करें इसके बाद रोटेट को चुनें और फिर W में आप एंगल 2 दें तो अब यह रोटेट हो गया है फिर ओके दबाएँ अब यदि आप देखें तो इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अलाइन किया गया है अब हमें पोर्ट बनाने की आवश्यकता है तो पोर्ट को फिर से ब्रिक बनाने के लिए चुनें पोर्ट को डिफाइन करें इसलिए शायद आउटपुट के रूप में 1 लें और अगर आप अभी देखते हैं तो आप इसे यहां से बनाने की कोशिश करते हैं तो बस इस एंड से इस एंड तक एक स्ट्रिप बनाएं तो यह rin है और आउटर lsub 2 होगाठीक है और V के लिए यह 50 Ω स्ट्रिप होना चाहिए तो 08 मोटाई के साथ FR 4 सब्सट्रेट के लिए w 15 mm है इसलिए कुछ टाइम के लिए हम वैरिएबल को w50 नाम देते हैं और मोटाई फिर से t होनी चाहिए तो w50 155 है आप देख सकते हैं कि इसने 50 माइक्रोन इम्पीडेन्स लाइन का 1 माइक्रोस्ट्रिप बनाया है तो इसी तरह आपको इस एंड पर पोर्ट बनाने की आवश्यकता है इस एज को सिलेक्ट करें और फिर आप WCS को अलाइन करें हाँ अब आप इसे आउट 2 के रूप में पोर्ट नाम बनाते हैं और 0 से सभी को आपको देने की आवश्यकता है Lsub2 rincos y और W यह w50 2 होगा हाँ इसलिए यह अब पोर्ट 2 है और मोटाई बनाने के लिए क्योंकि हमने सेंटर सिलेक्ट किया है तो हमें t 2 और t 2 लेने की आवश्यकता है इसलिए यह पोर्ट 2 है इसी तरह आप इस पोर्ट को बदल सकते हैं तो बस ट्रांसफार्म कॉपी ट्रांसफार्म आपको y में ट्रांसफार्म करने की आवश्यकता है तो y में यदि आप ट्रांसफार्म होते हैं तो यह 2 rin sin y होगा इसलिए यह पोर्ट 2 है तो अब हमने पोर्ट 2 बनाया है अब आपको केवल पोर्ट लोकेट करने की आवश्यकता है और सिमुलेशन करते हैं तो इसे खोजने के लिए बस इसे चुनें इस एज को सिलेक्ट करें सिमुलेशन पर जाएं पोर्ट को डिफाइन करें और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में इसी तरह बताया था आप सभी आउटपुट पोर्ट पर पोर्ट को डिफाइन करते हैं तो यह है कि आप पोर्ट कैसे बनाएंगे तो इसी तरह आप अन्य दो आउटपुट के लिए पोर्ट बनाते हैं तो उस तरह से आप ज्योमेट्री बनाएंगे जहां आप सभी आउटपुट पोर्ट बनाएंगे इस तरह आप इस ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे आप यहां देखें यह आउटपुट पोर्ट 1 है यह आउटपुट 2 है और यह आउटपुट 3 है तो आपने पोर्ट को बना दिया है आपने ज्योमेट्री बना दिया है इसके आगे आपको सिमुलेशन करने की आवश्यकता है तो सिमुलेशन करने के लिए सिमुलेशन पर जाएं फिर से फ्रीक्वेंसी सेटअप सॉल्वर पर जाएं इससे पहले आपको सेटिंग्स देने की आवश्यकता है यहां आप फ्रीक्वेंसी रेंज देते हैं यदि आपने इसे पहले डिफाइन नहीं किया है तो इसे 04 से 14 और फिर बाउंड्री दें सभी प्लेन में ओपन ऐड स्पेस का उपयोग करें और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन सॉल्वर का उपयोग करके इसका सिमुलेशन करें अब बस इसके रिस्पांस का इंतजार है तो अब यह सिमुलेशन किया गया है बस रिस्पांस की जाँच करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं तो यह S11 है यह लाल वाला तो आप देख सकते हैं कि यह 04 से 14 GHz तक सभी फ्रीक्वेंसी रेंज में 10 dB से नीचे है और 09 GHz पर यह रेजोनेट हो रहा है अब यदि हम S21 देखते हैं और बस इस ऑप्शन का उपयोग करके मार्कर का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो अक्ष मार्कर अब यदि आप S21 का मान पढ़ते हैं तो यह 321 dB है इसलिए आदर्श रूप से यदि सब्सट्रेट में कोई लॉसेस नहीं हुआ तो इसे 3 डीबी होना चाहिए लेकिन चूंकि सब्सट्रेट लॉसी है तो यह 321 dB आउटपुट पावर दे रहा है इसी तरह पोर्ट 3 पर फिर से यह 318 dB दे रहा है और अब मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहता हूँ इसी तरह से अन्य सभी रिजल्ट आ रहे हैं यदि आप देखते हैं हाँ तो आप इस मार्कर का पता लगाकर सभी मान पढ़ सकते हैं बस इस मार्कर को यहां से यहां तक ले जाएं आप अपनी रुचि के फ्रीक्वेंसी पॉइंट पर मूल्य पढ़ सकते हैं अब बस मैं यहां एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं आप S32 देखें कि यह अब S23 या S32 का मूल्य है यह 6 dB है तो यदि आप पोर्ट 2 पर पावर दे रहे हैं तो पोर्ट 3 पर जाने वाली पावर 6 dB है तो इन दो पोर्ट के बीच आइसोलेशन बहुत खराब है तो यह पावर डिवाइडर की खामी है इसलिए यदि हम इन दो पोर्टों पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर इनपुट पावर देते हैं तो उस तरह से हमें यह योग इनपुट पोर्ट पर नहीं मिलेगा तो इस योग को प्राप्त करने के लिए इन दो पोर्ट को अलग किया जाना चाहिए इसलिए अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि इस पावर कॉम्बिनर को कैसे डिज़ाइन किया जाए इसलिए यदि हम इन दो पोर्ट पर पावर देते हैं तो इस आउटपुट पोर्ट पर हमें योग कैसे मिलेगा इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हमने एक पावर डिवाइडर टू वे पावर डिवाइडर डिजाइन करने की कोशिश की और हमने देखा रेडियल स्टब का उपयोग करके इस पावर डिवाइडर को कैसे डिज़ाइन किया जाए हम आर्क विधि का उपयोग करके अलग अलग ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं और फिर हमने इस पावर डिवाइडर का सिमुलेशन किया और फिर हमने देखा कैसे पावर को आउटपुट पोर्ट पर बराबर आधे में विभाजित किया जाता है इसलिए अगले व्याख्यान में हम इस ज्योमेट्री का विस्तार करेंगे और हम कुछ मॉडिफिकेशन करके इस ज्योमेट्री को पावर कॉम्बिनर के रूप में उपयोग करने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको अगली कक्षा में देखेंगे